अब लेक्चर 18 के मॉड्यूल में मैं यह व्याख्यान करना चाहूंगा की लेक्चर विधि और वीडियो विधि क्या है और कैसे इन विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग तकनीकों और उपकरणों को प्रस्तुत कर सकते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी हम पारंपरिक प्रशिक्षण प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो हम विस्तार में तीन श्रेणियों की बात करते हैं जो हैं प्रेजेंटेशन मेथड हैंड्स ऑन मेथड और ग्रुप बिल्डिंग मेथड मुझे याद है कि पहले हम प्रेजेंटेशन मेथड को ट्रांसपेरेंसी के द्वारा किया करते थे हम पेन से उसके ऊपर लिखते थे और अपने विषय के ऊपर विचार सांझा प्रोजेक्टर की मदद लेकर किया करते थे लक्ष्य प्रणाली बहुत ही आम और पारंपरिक प्रणाली थी किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए परंतु उस समय ब्लैकबोर्ड और चॉक का उपयोग किया जाता था जब भी हम प्रेजेंटेशन के तरीकों के बारे में बात करते हैं जिसमें हम प्रतिभागियों को जानकारी निष्कर्ष तरीकों से देते हैं तो उस जानकारी में हमें तथ्य प्रक्रिया और समस्या सुलझाने के तरीकों को भी शामिल करना चाहिए इसलिए लेक्चर और ऑडियो विजुअल तक नहीं वह प्रेजेंटेशन प्रणाली है जो मैं इस विशेष सत्र में चर्चा में लाऊंगा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षक के नेतृत्व वाली कक्षा प्रेजेंटेशन प्रणाली में व्याख्यान वीडियो कार्यपुस्तिका मैनुअल और पहले के सीडी रोम और खेल शामिल हो सकते हैं यह विधियों का एक मिश्रण है जो रेनी स्कोर सक्रिय रुप से सीखने में और ज्ञान को सांझा करने में मदद करता है लेक्चर प्रणाली के पीछे मूल अवधारणा सक्रिय शिक्षण है जिसका अर्थ है की जो भी वार्तालाप शिक्षक और प्रतिभागियों के बीच में हो वह केवल वार्तालाप ना रहे बल्कि शिक्षार्थियों को सीखने की लालसा भी उत्पन्न होनी चाहिए जब भी लेक्चर दिया जाता है तो उसको 20 या 40 मिनट के लिए सुना जाएगा जिससे कि ध्यान लगाना काफी कठिन हो जाता है और यह अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करेगा आमतौर पर 30 से 40 मिनट से ज्यादा कोई भी एकाग्रता नहीं बना पाता परंतु अगर हम ऐसे छात्रों की बात करें जो 90 मिनट या 60 मिनट से ज्यादा की हैं या कहीं पर 120 मिनट के बीच हो सकते हैं दो इस समय लेक्चर को अत्यधिक इंटरएक्टिव बनाना पड़ेगा सक्रिय शिक्षण तभी मुमकिन है जब उसमें प्रतिभागी स्वयं को शामिल करेंगे और शिक्षार्थियों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग प्रणाली के तहत लेक्चर को बनाया जाएगा यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि सत्र की योजना बहुत ही ध्यान से डिजाइन की जानी है जब भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो वह आमतौर पर 2 दिन 3 दिन 5 दिन या 1 सप्ताह का हो सकता है 1 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है और उसे 1 सप्ताह में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रणाली और तकनीकों के बारे में विचार साझा किए जाते हैं जिसका इस्तेमाल हम सबसे पहले लेक्चर प्रणाली में करते हैं प्रशिक्षक बोले गए शब्दों के माध्यम से संवाद करते हैं जिसके द्वारा वह प्रतिभागियों को सिखाने की अपेक्षा रखते हैं और यह शब्द अधिकतर सैद्धांतिक मॉडल पर आधारित होते हैं इसलिए यह व्याख्यान मॉडल को लेक्चर के शुरुआत में ही चर्चा में लाया गया है और यह अवधारणाएं प्रतिभागियों को शामिल करके बनाई गई हैं और डिजाइन करी गई हैं इससे प्रतिभागियों को यह पता चलेगा कि वह क्या सीखने वाले हैं उसका सैद्धांतिक ढांचा क्या है उसका सैद्धांतिक आधार क्या है और यह व्याख्यान किसी भी सैद्धांतिक ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सैद्धांतिक ढांचे के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के संसाधन मौजूद हैं और मैं इस विशेष व्याख्यान प्रणाली में विभिन्न संसाधनों के बारे में बात करूंगा सीखी हुई क्षमताओं का संचार मुख्य रूप से ट्रेनर से दर्शक तक का होता है अगर यह वार्तालाप एकतरफा हो तो अपने शब्दों से कोई भी ट्रेनर दर्शकों को 40 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट तक अपने साथ बनाए रख सकता है कक्षा प्रस्तुति में लोकप्रिय प्रशिक्षण पद्धति के रूप में इंस्ट्रक्टर लेड प्रशिक्षण प्रणाली के नाम से जाना जाता है हम यहां ट्रेनी से वार्तालाप करते हुए एक ट्रेनर के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते अगर किसी विशेष चुनौती का सामना करना पड़े तो ट्रेनी को यह समझना होगा कि वह अपने ट्रेनर से कोई विशेष संदेह को कैसे पूछें और उस सैद्धांतिक ढांचे को व्यवहारिक अर्थों में कैसे लागू किया जाए नई तकनीकें और लोकप्रिय प्रशिक्षण प्रणाली जैसे कि इंटरएक्टिव वीडियो और कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन जैसी तकनीकी मौजूद हैं परंतु फिर भी ट्रेनी अपने संदेह शब्दों के द्वारा पूछ सकता है और इसकी महत्वपूर्णता अलग ही है लेक्चर एक बहुत ही सस्ता कम समय लेते हुए जानकारी का व्याख्यान करने वाला एक बहुत ही संगठित और कुशल तरीका है इसलिए यदि सत्र योजना को ठीक से डिजाइन किया जाए तो बोले गए शब्दों के माध्यम से एक प्रशिक्षक अपने लक्ष्य को कम महंगा और कम से कम समय लेने वाले तरीकों से दे सकता है क्योंकि उसे अपना ज्ञान साझा करना है और जहां भी वह इस नई तकनीक को इस्तेमाल में लाएगा यह तकनीक आगे काम को आसान करने वाली बनेगी नई तकनीक कोई ट्रेन नहीं है बल्कि ट्रेनर वह व्यक्ति है जो इन उपकरणों की मदद लेकर कम समय में प्रभावी तरीके से काम को कर पाए परंतु इस लेक्चर प्रणाली के बहुत सारे फायदे भी हैं लेक्चर में प्रतिभा की कमी रहती है क्योंकि वह ज्यादा लंबे समय तक अपने दिलचस्पी नहीं बना पाता क्योंकि कई बार गो ट्रेनर से संपर्क नहीं बना पाते इसलिए अगर हम यह चाहते हैं की हम ऐसा संपर्क बनाए जिसका कोई अर्थ हो और हमारा कार्यक्षेत्र विभिन्न प्रकार के प्रणाली को समावेश करके रखें जिसमें सीखना और प्रशिक्षण का आदान प्रदान हो इसलिए ज्ञान के आदान प्रदान का मूल्य उद्देश्य यह है कि हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करके लेक्चर बनाएं लेक्चर कुछ ही ट्रेनी को मुख्य रूप से अच्छा लग सकता है जिन्हें जानकारी को सुनना प्राथमिक तौर पर पसंद हो इसलिए जब हम सीखने के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण विधि सुनवाई की जानकारी को माना गया है जिसको आप लेक्चर की शुरुआत में बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते इसलिए हम यह बात करेंगे कि कैसे सुनवाई की जानकारी लेक्चर सत्र में आपसी बातचीत के लिए अनिवार्य हैं लेक्चर से यह भी जानना मुश्किल हो जाता है की प्रतिभागी हमारी बात को कितना समझ पा रहा है इसलिए हम अगर एक तरफ होने वाली बोलने की प्रणाली का ध्यान रखें तो ज्ञाता कभी भी तुरंत नहीं समझ पाएगा विशेष रुप से वह क्या सीखने वाले के पास उच्च स्तर पर आने की क्षमता रखता है कि नहीं या फिर अवधारणा से बात कर रहा है यह जानना अति आवश्यक है इसलिए इन सभी लुक सालों को ध्यान में रखते हुए लेक्चर प्रणाली को तकनीक के द्वारा ठीक किया जा सकता है इस समस्या को दूर करने के लिए लेक्चर को अक्सर प्रश्न और उत्तर की अवधि के साथ पूरा किया जाता है ऐसा करने से ट्रेनर को यह पता चलता है कि उसने जो भी कक्षा में पढ़ाया है वह छात्रों के द्वारा समझा गया है कि नहीं और अगर हां तो क्या वह सही तरीके से उस जानकारी को समझ पाए हैं या नहीं और इस विशेष पहलू को केवल प्रश्न उत्तर के सत्र से ही जाना जा सकता है अब यहां मैं अपने अनुभव को सांझा करूंगा जो मुझे हायआंग यूनिवर्सिटी कोरिया में एशियन बिजनेस पढ़ाते हुए हुआ यह देखा गया है कि जब भी हम किसी विशेष सत्र में होते हैं तो हम कई बार भी शीश में प्रश्न पूछते हैं इसलिए यह प्रश्न उत्तर निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा परंतु प्रश्न पूछने के लिए ट्रेनर को पर्याप्त रूप में स्मार्ट भी होना पड़ेगा कई बार अगर इस प्रशन होता सत्र को जो अंत में रखा जाता है ठीक तरह से प्रबंध इतना किया जाए तो यह फलदाई नहीं होता परंतु हर प्रणाली की अपनी विशेषता एवं नुकसान होते ही हैं यदि एक लंबे लेक्चर के बाद सवाल जवाब किया जाए तो उसका व्यक्तिगत रूप से रुचि और जरूरत कम पड़ जाती है क्योंकि पहले ही इतना लंबा समय बीत गया होता है इसलिए छोटे अंतराल के साथ ही प्रश्न उत्तर सत्र किया जा सकता है परंतु यह प्रश्न उत्तर सत्र को नियंत्रित करता है जो ट्रेन की जिम्मेदारी है जिससे कि वह लेक्चर को दर्शकों की तरफ निर्धारित कर सके नहीं तो प्रश्नोत्तर सत्र लेक्चर को बाधित कर सकता है यह तकनीकी प्रशिक्षित को लेक्चर में अधिक सक्रिय भागीदारी की अनुमति देती है जैसे कि मैंने एक्टिव लर्निंग अवधारणा या जॉब रिलेटेड उदाहरण दिए थे जिसमें ज्यादा सक्रिय भागीदारी दिखाई देती है अब ट्रेनर से यह उम्मीद की जाती है कि उसको शैक्षणिक पृष्ठभूमि की एवं प्रोफाइल की जानकारी होगी ट्रेनर को यह पता होना चाहिए किराया किसको संबोधित कर रहा है उसका क्या शैक्षणिक पृष्ठभूमि है और उसकी क्या पेशेवर पृष्ठभूमि है ऐसा करके वह सही उदाहरण सांझा कर सकता है उसकी जरूरतों के मुताबिक उदाहरण के लिए एक ऐसा समूह जिसमें भागीदार अलग अलग जगह और अलग तरह के उद्योगों से आए हैं तो उनको कोई ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है जो सामान्य हो जैसे कि उनको नेतृत्व के बारे में समझाया जा सकता है जब हम नेतृत्व की बात करेंगे तो हम सामान्य नेतृत्व की बात करेंगे किंतु अगर एक ऐसा समूह हो जिसमें प्रतिभागी एक ही व्यवसाय के हूं तो उसमें हम उदाहरण के तौर पर ऐसी उद्योग का उदाहरण दे सकते हैं जो उन से मेल खाता हो ऐसा करके प्रतिभागी अपने आप को उस उदाहरण के साथ जोड़ कर देख सकेंगे और विशेष प्रकार का ट्रेनिंग कार्यक्रम कर सकेंगे यहां पर हम इंटरएक्टिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग की क्रियाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं इनका इस्तेमाल कैसे होगा और कब होगा यह मैं आने वाले सत्रों में आपको बताऊंगा हालांकि सक्रिय भागीदारी और जॉब रिलेटेड ऐसे उदाहरण है जैन से सवाल जवाब पूछने और अपने आंसुओं का उपयोग करने की अनुमति मिलती है जो सिखाने में और प्रशिक्षण को आगे तक भिजवाने में ट्रेनी और ट्रेनर दोनों की बहुत मदद करती है लेक्चर कई प्रकार के हो सकते हैं कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं जो एक तरीके के रहते हैं जहां ट्रेनर ट्रेनी से बात करता है और ट्रेनिंग उसकी जानकारी को समझता है और अवशोषित करता है और अगर इसमें ट्रेनर अपना अनुभव सांझा करता है तो यह और महत्वपूर्ण बन जाता है अगर कोई ट्रेनर अपने सैद्धांतिक ढांचा और सैद्धांतिक मान के अलावा दर्शकों से बात कर रहा है तो वह व्यक्तित्व और व्यवहार के बारे में बात कर रहा है फिर वह लेक्चर व्यक्तित्व के ऊपर दे रहा है जैसे कि व्यक्तित्व क्या है कितने प्रकार के हैं कैसे व्यक्तित्व उजागर होते हैं उसको निर्धारण करने के क्या मुद्दे हैं व्यक्तित्व के क्या गुण होते हैं व्यक्तित्व के मानक व्याख्यान और ट्रेनर के व्यक्तित्व के बारे में भी बात करी जाएगी जब हम टीम शिक्षण के बारे में बात करते हैं तो यहां दो या दो से अधिक ट्रेनर विभिन्न विषयों के बारे में और वैकल्पिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं इसलिए जब भी हम एचआर और इकोनॉमिस्ट को साथ पढ़ाते हैं तो अ कानों में अर्थव्यवस्था के भविष्य की चिंता करेगा और एचआर यह बात करेगा की इस बदलते हुए अर्थव्यवस्था में एचआर में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है और वह दोनों मिलकर इस प्रकार लेक्चर दे पाएंगे कभी कभी हम बहुत ही सामान्य तरीके से तकनीक और प्रबंधन की बात करते हैं और जब भी हम एक विशेष तकनीक की बात करें तो हमें उस लेक्चर में यह चर्चा होगी कि विशेष तकनीक कैसे मानव संसाधन को असर दे जाती है किस तरह हम तकनीक का उत्तम इस्तेमाल कर सकते हैं तकनीक के लिए अपने आप को निपुण कैसे बना सकते हैं और आने वाले समय में तकनीक को लेकर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिसका एक सरल उदाहरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी उपयोगों के बारे में बात करते हैं तो यह चर्चा की जाती है कि उसका क्या प्रभाव होगा उसका प्रभाव मानव संसाधन के ऊपर क्या होगा और उसका को एचआर के साथ सांझा किया जाएगा जिसमें ऐसा ट्रेन अभी मौजूद होगा और जो व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाएगा है यह भी बताएगा कि आने वाले समय में वर्तमान में और भूतकाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल और जिम्मेदारियां रही थी और रहेगी अब इस टीम शिक्षण में एक अन्य व्यक्ति जो अक्षर से है एक और व्यक्ति जो एच आर का ट्रेनर है वह यह बताएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी विशेष व्यक्ति और विशेष कार्य को किस तरह प्रभावित कर सकेगा अगर यह तकनीक इतनी जटिल है तो कर्मचारी किस तरह खुद को इतना योग्य बना सकेंगे किसे इस परिस्थिति का सामना कर पाए यह जानना भी आवश्यक है की कर्मचारियों में किस तरह की बुद्धिमता की आवश्यकता है इसको उच्च स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में जब किसी संगठन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कर्मचारियों की योग्यता का स्तर एक जैसा होगा तो टीम शिक्षण करना और आसान हो जाएगा तीसरे तरह का लेक्चर गेस्ट स्पीकर चलाया जाता है जिसके अंतर्गत वक्ता यानी स्पीकर सत्र में पूर्व निर्देशित समय के अनुसार आता है और प्राथमिकता के साथ निर्देश प्रशिक्षण द्वारा संचालित किया जाता है इसलिए उस मामले में अगर यह बहुत लोकप्रिय है इसलिए आजकल सम्मेलन में भी हमें ऐसे कार्यशाला में दिख जाएंगी जो अनुसंधान और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आधारित हो इस पत्रकार की कार्यशाला ए जोकि अनुभवी लोगों के द्वारा शुरू की जाती हैं यह प्रतिभागियों को मौका देती हैं कि यह इन विशेषज्ञों से सीख जाएं जो सीता उद्योगों से आए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप जानते हैं प्रतिभागी यह भी जान सकते हैं कि किस तरह अनुसंधान किया जाता है जो कि वह किसी सम्मेलन या तकनीक से आधारित कार्यशाला में सीख सकते हैं उदाहरण के तौर पर अतिथि वक्ता है अगर हम कोई प्रशिक्षण करना चाहते हैं जोकि विशेषता ऊर्जा पर्यावरण या कृषि से संबंधित है तो ऐसे में हम ट्रेनर्स के अलावा सेशन में एक अतिथि वक्ता का लेक्चर भी रख सकते हैं जोकि 3 या 5 दिनों में किसी भी समय किसी भी सत्र में करवाया जा सकता है य अतिथि वक्ता एक अनुभवी व्यक्ति होगा जो किसी विशेष प्रकार के उपयोग से संबंध रखता हुआ होगा अगर वह उद्योग उस विशेष प्रकृति से है तो निश्चित रूप से उसे आमंत्रित किया जा सकता है वह अपनी निपुणता को सांझा कर सकता है उस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में जैसे कि मैंने बताया कि हमने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया था और इस कार्यक्रम के दौरान हमने प्रोसेसर उठई पारीक जी को आमंत्रित किया था और वह वहां पर अतिथि वक्ता के तौर पर आए थे और उन्होंने इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की चर्चा की फिर हम पैनल चर्चा का आयोजन भी कर सकते हैं और पैनल में दो या दो से अधिक वक्ता अपनी जानकारी को प्रस्तुत करेंगे और सवाल पूछेंगे यदि दो और वक्ता वहां है तो वह विशेषता उस जानकारी के बारे में बात करेंगे और ट्रेनी के संशय को दूर करेंगे यह एक अद्भुत प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम बन जाता है और पैनलिस्ट विषय विशेषज्ञ से मेरा मतलब जो उद्योग के विशेषज्ञ हैं और सरकार से हैं इसलिए उद्योग एकेडमी और सरकार यह तीन प्रकार के पैनलिस्ट हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा काबिलियत रखते हैं अपने अनुभवों को सांझा करने की क्योंकि इनको यह पता है की उद्योग कैसे काम करते हैं अवधारणाएं कैसे बनाई जाती हैं और यह अवधारणाएं किसी विशेष उद्योग से कैसे जोड़ी जा सकती हैं उदाहरण के तौर पर अगर हम संघर्ष प्रबंधन की बात करें तो संघर्ष परिवर्धन की अवधारणा और संघर्ष मॉडल और तनाव प्रबंधन की अवधारणाएं क्या है जिन पर चर्चा की जा सकती है और शेर उद्योग पति इस बारे में चर्चा कर सकते हैं की एक संगठन में किस प्रकार के तनाव प्रबंधन के उपाय होते हैं और क्या आजकल तनाव का प्रकार बहुत सामान्य होता जा रहा है और हम कैसे उस विशेष संगठन में खुद के लिए खुशियां ढूंढ सकते हैं इसलिए इस तरह का पैनल बनाया जाना चाहिए अगर यह आरटीआई से संबंधित है या किसी विशेष वित्तीय मामले से संबंधित है तो निश्चित रूप से सरकार के विशेषज्ञ उस भूमिका को और कायदे कानून नियमों को ज्यादा जानते होंगे इसलिए सरकार की नीतियां इस तरह के विशेष मुद्दे को सुलझाने के काम आती हैं इसके बाद छात्रों की प्रस्तुति है की प्रतिभागी के समूह कक्षा के लिए क्या विषय हैं यह बहुत आम प्रणाली है परंतु बहुत असरदार भी है जब भी हम सक्रिय शिक्षण की बात करते हैं तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे आगे रहती हैं उदाहरण केके तौर पर किस तरह के लेक्चर कराए जाने चाहिए और समूह को किस तरह एक विषय देना चाहिए जिससे उस समूह के ट्रेनिंग कुछ सीख पाएं किसी भी मामले का अध्ययन किया जा सकता है जिसको के स्टडी के नाम से जाना जाता है और उनसे पूछा जाता है कि वह उद्योग को किस तरह डिजाइन करेंगे और एक विशेष समस्या को सुलझाने का तरीके का निर्माण कैसे करेंगे या उनको एक ऐसा काम दिया जा सकता है जिसमें उनको अपने भूतकाल का अध्ययन करना है और विश्लेषण करके अपने विचार साझा करने हैं यह बहुत बहुत लोकप्रिय प्रकार का तरीका है बहुत सारे मैनेजमेंट स्संस्थान इस केस स्टडी प्रणाली को छात्रों के प्रस्तुति के तौर पर ले रहे हैं अब ए लेक्चर को देने के बार और इनके प्रकारों को जानने के बाद मैं यह भी विशेष रूप से स्लाइड समय करना चाहूंगा कि एक अच्छे लेक्चर के लिए जानकारी कैसे जुटाई जाती है हमें यह देखना होगा कि हमारा विषय क्या है हमारे विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम का स्लाइड समय किया है और हमें किन पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है हमें बहुत बहुत प्रमुख पुस्तकें पढ़नी चाहिए जोकि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में सांझा की गई है यदि है साइंस का बिहेवियर है मानव संसाधन प्रबंधन है तकनीकी प्रबंधन है ज्ञान प्रबंधन है तो हमें 10 पुस्तकें इन विशेष विषयों के लिए पता लगानी होगी या शायद हमें इनके अंदर और विशेष प्रकार के किताबें जो छोटे छोटे विषयों से सम्मलित हो उनको ढूंढना होगा और यह पता लगाना होगा कि इस संदर्भ में सबसे उपयोगी पुस्तक कौन सी हैं हमें उन्हीं पुस्तकों को आधार बनाना होगा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन इसी प्रकार से करना होगा उदाहरण के तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को मैंने मुंजाल ग्रुप में आयोजन करवाया था उस स्थिति में यह परिवर्तन बंधन है और यदि परिवर्तन बंधन है तो उसके लिए हमें नवीनतम पुस्तकों को संदर्भ में लाना होगा और उन पुस्तकों को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से संबंधित करके देखना होगा इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं अलग अलग पुस्तकों को आधारित करके लेकिन केवल पुस्तकें ही काफी नहीं होंगी मैं यह सुझाव दूंगा कि कृपया पत्रिकाओं को भी देखें आजकल स्कोपस लिस्टेड एसएससीआई लिस्टेड एबीसी लिस्टेड और चार अन्य प्रकार की पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं जो इस विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम को करवाने में मदद कर सकती हैं पुस्तके हमें सैद्धांतिक इनपुट देंगी और पत्रिकाएं हमें नवीनतम शोध इनपुट देंगे और इन दोनों को अध्ययन करने के बाद हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं और तीसरा है एक अलग प्रकार की केस स्टडी अब हमारे पास विभिन्न प्रकार की वेबसाइट है जो अग्रणी संस्थाओं की हैं यह वेबसाइट हमें केस स्टडीज देती हैं जिन्हें हम उपयोग में ला सकते हैं मेरे आगे के सत्र 16 17 18 19 यह चार सत्र लेखन वर्कशॉप पर होंगे हम यह भी जानेंगे कि केस लेखन की कार्यशाला का आयोजन कैसे किया जाता है और किसी केस का विश्लेषण कैसे होता है जैसे कि मैंने स्लाइड समय किया है की प्रतिभागी बहुत ही आसानी से अपने आपको वर्तमान उद्योगों के उदाहरण से जोड़ कर देख सकते हैं और ऐसा करके मैं यह समझ पाते हैं कि उन उद्योगों को क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है किस विशेष परिस्थिति में उनको वह समस्या का सामना करना पड़ रहा है और क्या उस समस्या का कोई समाधान है अगर है तो उसको कैसे निकाला जाएगा यह हमें एक दृष्टिकोण देगा जिससे हम यह सब चीजों को समझ पाएंगे तो यह लेक्चर प्रणाली के ऊपर एक इनपुट था अब हम दूसरे प्रशिक्षण के तरीके के ऊपर चर्चा करेंगे जिसको ऑडियोवीजुअल इंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है जब भी मैं यह कहता हूं कि वास्तविक सीखने की प्रणाली होनी चाहिए तो उसका मतलब यह है की वास्तविक सीख ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन मेथी जाएगी जिसके अंतर्गत ओवरहेड स्लाइड और वीडियो शो शामिल होंगे आजकल हमारे पास वीडियोस की कोई कमी नहीं है जिसका पूरा श्रेय तकनीकी उन्नति को जाता है परंतु आपसे साझा करके मैं यह बहुत खुश हूं की मैं अपनी कक्षा में अपने प्रतिभागियों को उनके स्वयं के वीडियो बनाने को कहता हूं और फिर वह उसको सबके साथ साझा करते हैं एक स्थिति केस स्टडी प्रणाली को देखते हुए वे यह काम करते हैं अगर हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिन का होगा तो यह बहुत अच्छा विचार होगा अगर हम आधा दिन किसी दिन में से वीडियो बनाने के लिए रख दें और प्रतिभागी वीडियो बनाएं और फिर उस विशेष वीडियो को प्रदर्शित करें और रोल प्ले करके दिखाएं या वह बिजनेस गेम के जरिए भी उसको दिखा सकते हैं जिसमें वे परिस्थिति बिहेवियर मॉडल को दिखाएंगे किंतु जरूरी है की प्रतिभागी वीडियो का निर्माण करें और उसको प्रदर्शित करें और मैं आगे की स्लाइड्स में अपने छात्रों द्वारा उस वीडियो को दिखा रहा हूं वीडियो एक लोकप्रिय निर्देशआत्मक दीदी है जिसका उपयोग संचार करने के लिए साक्षात्कार के कौशल को अच्छा करने के लिए और ग्राहक सेवा कौशल में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है इस तरह हम बेहतर संचार और वार्तालाप कर पाएंगे और हमें यह भी पता चलेगा की उनकी शारीरिक भाषा कैसी है उनका टोन पिंच और संवाद कैसा है साक्षात्कार कौशल हमें यह बताएंगे कि साक्षात्कार कैसे किया जाता है और यह एक सुंदर वीडियो हो सकता है और अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी भी ग्राहक सेवा कौशल से मेल खाता हो तो हम उसको भी बहुत अच्छे से दर्शा सकते हैं हम उदाहरण के तौर पर कोई प्रक्रिया भी दिखा सकते हैं जैसे कि तकनीकी तरीका अगर सिखाया जाए की वेल्डिंग कैसे की जाती है उसकी क्या प्रक्रिया है और किस बात का ध्यान रखना चाहिए और वेल्डिंग के समय तकनीक किस तरह काम करेगी यह सब हमें वीडियो के जरिए दिखाया जा सकता है हालांकि वीडियो का उपयोग शायद ही कभी किया जाता हो क्योंकि बिना किसी संदर्भ के आप किसी को वीडियो दिखाने को नहीं बोल सकते परंतु यह ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम ना केवल सक्रिय सीखने के लिए है बल्कि जो कुछ भी सीखा गया है उसको उपयोग में कैसे लाएं उसके लिए भी है आमतौर पर प्रतिभागियों को वास्तविक अनुभव दिखाने के लिए ऐसे लेक्चर देने पड़ते हैं इसलिए हम देखेंगे कि प्रशिक्षण वर्ग को देखने वाले ऑडियोवीजुअल का उपयोग कैसे किया जाए पहला कदम है कि प्रतिभागियों को काम निर्धारित किया जाए उदाहरण के तौर पर मैंने भर्ती चयन प्रशिक्षण और विकास लिया है तो इस स्थिति में टीम के विषय निर्माण के लिए टीम का चयन करना टीम की अवधारणाऔर सबसे महत्वपूर्ण आप किस विषय पर यह विशेष वीडियो चाहते हैं यह जानना भी अनिवार्य है जब भी कोई बातचीत वाला सत्र होगा कुछ समय सबसे ज्यादा उपयोगी वीडियो तकनीक असाइनमेंट होगा हालांकि टेक्नोलॉजी केस धमाल को छोड़कर अन्यथा वीडियो विजुअल जो अधिक सहायक होगा वह इंटरएक्टिव विजुअल है गतिविधियों के बारे में प्रतिभागियों को कैसे काम करवाएं यह कक्षा में बताया जाएगा इसलिए दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि वीडियो बनाते समय वे यह समझे कि उन्हें क्या करना है और ट्रेनर इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी न के मार्गदर्शन में एक वीडियो विकसित करता है प्रतिभागियों से संपूर्ण गतिविधियों का वीडियो बनाने के लिए कहें और फिर प्रेजेंटेशन के साथ कक्षा में उपस्थित करें इसलिए इन्हें पूरी गतिविधि का वीडियो बनाना होगा और फिर उस कंसेप्ट के साथ जोड़ना होगा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ जुड़ा हुआ है अब यहां मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसे हमने कक्षाओं में छात्रों की मदद के लिए विकसित किया है और फिर हम विशेष कंपनी की वीडियो पर जाएंगे वीडियो 2049 से 3054 तक चलती जाएगी इंग्रेस सिक्योरिटीज वित्तीय तरक्की का मार्ग हम इंग्रैस सिक्योरिटीज में यह विश्वास करते हैं की हमारे निवेशक की सुरक्षा मुनाफे से भी पहले आती है हमारी कंपनी का निर्माण डॉक्टर संतोष रंगनेकर ने किया था अपने निवेशकों के हितों की रक्षा करना हमारा परम उद्देश्य है हम 9 शहरों में मौजूद हैं और एक सदाबहार व्यवसायिक स्थिति प्राप्त करने के लिए दूरदर्शिता के साथ समर्पित रूप से 100000 ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं हमारी कंपनी को 2 वर्षों में लगातार धन प्रबंधन घर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है2014 और 2015 हम संगठनों और व्यक्तियों दोनों के लिए वर्ग धन और संपत्ति प्रबंधन सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हैं हमारे ग्राहकों में सैमसंग रीबॉक एडिडास शामिल है कार्यस्थल पर समुदाय के निर्माण के उद्देश्य से हमारी एचआर नीति हमारे मिशन और हमारे कर्मचारियों की पारदर्शिता और आवाज को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मूल्यों से प्रेरित है योजनाओं के बाद हमारे मुख्य मूल्य वित्तीय सुरक्षा हैं ग्राहक ध्यान हम सभी में उत्कृष्टता अखंडता हमेशा व्यक्तियों के लिए सम्मान और उस समुदाय के लिए जिसने हम रहते हैं और काम करते हैं अब जैसा कि आपने इस विशेष वीडियो में देखा है कि कैसे छात्रों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्होंने क्या भूमिका निभानी है और फिर उन्हें प्रदर्शित करना है इसलिए यह उनके वीडियो बनाने और भूमिका निभाने की क्षमता को पढ़ा रहा है ऑर्गन उत्तर पश्चिम में केवल कुछ रेडी मिक्स फर्मों में से एक है जो अपने ड्राइवरों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण देते हैं और बॉस ब्रदर अपने ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने और खर्चे को कम करने में कामयाब रहे हैं केवल अपने ड्राइवर को उत्पाद प्रशिक्षण देकर और उनको यह प्रशिक्षण भी दिया गया कि कैसे रोलओवर और अत्यधिक सुस्ती जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर हो मॉस ब्रदर्स नेम ऐसी कौन सी प्रणाली अपनाई अपने ड्राइवर को प्रशिक्षण देने के लिए कंपनी ऐसे प्रशिक्षण वीडियो का चयन करती हैं जो संरक्षक ड्राइवरों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर वह सप्ताहिक वीडियो का चयन करते हैं वीडियो सेशन के सूत्र बनाते हैं उपस्थिति रिकॉर्ड बनाते हैं और आखिर में व्यापक चर्चा को करते हैं हर वीडियो खत्म होने के बाद इन वीडियोस में वे यह बात करते हैं कि कितनी कुशलता और प्रभावी तरीके से ड्राइविंग को किया जाना चाहिए और अगर कोई समस्या आए तो उसे कैसे सुलझाना चाहिए इसलिए यह विशेष कंपनी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम मैं ड्राइवर को इस तरह के वीडियो से समझा रही हैं अंगरक्षक ड्राइवर को वीडियो में शामिल प्रमुख शिक्षण मुद्दों में ध्यान देने को कहा जाता है और उनको ऑन द जॉब होने वाली समस्याओं से जोड़कर देखने को कहा जाता है क्योंकि ट्रेनिंग सत्र सुबह के समय निश्चित होते हैं इसलिए ड्राइवर का शिफ्ट टाइम कम होता है वीडियो मुश्किल से 10 मिनट से अधिक नहीं चलता इसलिए शुरुआत में 10 मिनट में ही वीडियो दिखाया जाएगा और उन्हें प्रदर्शन करके दिखाना होता है अनदर पेयर ऑफ आइज कहलाए जाने वाली जकरिया है जो नौकरी साइट पर परीक्षण अजय शिव द्वारा उपयोग की जाने वाली ड्राइवर परीक्षण प्रक्रियाओं को दिखाती हैं मॉस ब्रदर्स अक्सर प्रशिक्षण प्रक्रियाओं सर प्रदान करते हैं क्योंकि नमूने अक्सर एक परीक्षण में विफल हो जाते हैं उदाहरण के तौर पर टेस्ट सिलेंडर में गंदगी चली जाती है और इस तरह के वीडियो ड्राइवर को और निपुणता के साथ काम करने की प्रेरणा देते हैं एक और वीडियो जो कंपनी के ठंडे मौसम की सावधानियों पर आधारित है जिसमें यह बताया गया कि सभी टैंकों को खत्म कर दिया जाए और दिन के अंत में हौज को बंद कर दिया जाए और ड्रम को न्यूट्रल में पार कर दिया जाए तो यह प्रणाली कैसे करी जाएगी इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रमयह बताएगा कि इस विशेष कार्य को कितनी सावधानी से किया जाना चाहिए इतनी सारी कंपनियां ना केवल सूचनाओं को साझा करने के लिए उपयोग कर रही हैं बल्कि उस कार्य को कैसे प्रभावी ढंग से कर रही हैं यह शिक्षार्थियों के लिए अत्यधिक शिक्षित और सहायक होगा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में ड्राइवरों को कार्यक्रम के विषय संबंधी प्रश्न किए जाते हैं उसके बाद वह जो भी कार्य करते हैं वीडियो को देखने के पश्चात अगर उनको उस में कोई दिक्कत आती है तो वह प्रसन्न कर सकते हैं इस संदर्भ में यह महसूस किया गया है कि इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत सारे योग्य सवाल पूछते हैं सत्र के अंत में ड्राइवर और संरक्षक चालक किसी भी चीज पर चर्चा कर सकते हैं जो स्वाद की गुणवत्ता में हस्तक्षेप करें या समय सीमा पर डिलीवरी में कोई अड़चन लाए एक्स वीडियो शिक्षण के बाद जैसे कि मैंने पहले भी कहा यह एक लेक्चर प्रणाली के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जो सक्रिय शिक्षण के काम आता है और अब इसके ऊपर चर्चा करके और इसकी समस्याओं को सुलझा कर हमें यह देखना है की ड्राइवर कैसे इसको अपनाते हैं संरक्षक ड्राइवर कंपनी के साथ यह जानकारी सांझा करते हैं जिसके पक्ष चार्ट कंपनी के प्रबंधक यह समझ पाते हैं कि उन्हें क्या समस्या आ रही है क्या तकनीकी मुद्दे हैं इन मुद्दों को समझने के लिए क्या उदारता है और कैसे वह एक नई वीडियो उत्पन्न करते हैं जोकि मुद्दों से 16 जाता है किसी भी तरीके से किया जाए तो ऐसी वीडियो से काम करने की प्रणाली आसान हो जाती है सोइए उदाहरण है कि कैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑडियोवीजुअल माध्यम से इस्तेमाल में लाया जा सकता है बहुत सारी समस्याएं ज्यादा रचनात्मकता के कारण भी आ जाती हैं समस्याएं जैसे बहुत सारी जानकारी ट्रेनी को देना जिसकी जरूरत नहीं है या सूचना का उद्देश्य साफ ना होना जिसको हम जा सकते हैं संगीत या मजाक का ज्यादा इस्तेमाल करना या ज्यादा नाटक दिखा कर ट्रेनी को वीडियो में कंफ्यूज करना यह ऐसे मुद्दे हैं जिनको हटाया जा सकता है इसलिए सावधानी रखते हुए हमें वही जानकारी साझा करनी चाहिए जिसकी जरूरत हो और जो उस विषय से मेल खाता हो और हमें अभिनेताओं का रोलप्ले में पूरे डायलॉग को भी नजरअंदाज करना चाहिए मजाक का ज्यादा इस्तेमाल या संगीत को भी छोड़ा जा सकता है क्योंकि यह केवल रोल प्ले बिहेवियर मॉडल है इसलिए इसको ज्यादा नाटकीय होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे यह ज्यादा भ्रमित करने वाला बन जाएगा और ट्रेनी इसके लिए इसको समझना मुश्किल हो जाएगा अगर इन सारे मुद्दों का ध्यान रखा जाए तो मुझे यकीन है कि वीडियोस ट्रेनिंग एक बहुत ही कारगर प्रणाली बन सकती है यहां पर ना केवल वीडियो दिखाए जाते हैं बल्कि ट्रेनर से बनवाए भी जाते हैं मुझे यकीन है कि यह प्रणाली तब तब इस्तेमाल करी जाएगी जब भी इसको कहीं पर लागू करने की जरूरत हो मैंने आपसे लेक्चर और प्रशिक्षण के बारे में चर्चा की उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं धन्यवाद